आइए अब देखते हैं कि हम करंट कंट्रोल के साथ स्लोप कंपनसेटेड करंट कंट्रोल के साथ बैटरी चार्जर सर्किट को कैसे सिमुलेट करेंगे तो मुझे gSchem में इस चार्जर एसकेमैटिक को खोलने दें तो यह एसकेमैटिक है जो मेरे पास आपके लिए है pvsub मुझे लगता है कि अब आप सब सर्किट फ़ाइल को कैसे शामिल करना है से परिचित हैं अब यह एसकेमैटिक है मैंने चर्चा की थ्योरी में चर्चा करते हुए मैंने बक कनवर्टर के बारे में चर्चा की लेकिन यहाँ इंप्लीमेंटेशन में मुझे लगा कि हम बक बूस्ट कनवर्टर का उपयोग करेंगे यह बक बूस्ट कनवर्टर सर्किट है ताकि आप करंट मोड कंट्रोल करने में एक और कनवर्टर के साथ परिचित होंगे तो हमारे पास यह फोटोवोल्टिक सोर्स के लिए है यह वही सोर्स है जिसे हमने पहले मॉडल किया था शॉर्ट सर्किट करंट 2 एम्प्स का वोल्टेज स्केल फैक्टर 20 का और फिर मेरे पास एक बफर कैपेसिटर CT है वैल्यू 0 के साथ यह VIPV वैल्यू 0 के साथ VIQ करंट सेंसिंग वोल्टेज सोर्स हैं मेरे पास यहां एक स्विच है यह इंडक्टर और इंडक्टर करंट इंडक्टर करंट मेजरमेंट सेंसर डायोड D और बैटरी है ध्यान रखें कि बैटरी उस पोजीशन पर लगाई जाती है जहाँ यह प्लस है 1 प्लस है 2 माइनस है क्योंकि बक बूस्ट सर्किट आपके पास आउटपुट के एक्रॉस आने वाला एक नेगेटिव वोल्टेज होगा और इसलिए आपको उचित रूप से बैटरी टर्मिनलों और बेशक लोड को कनेक्ट करना होगा अब हम ड्यूटी साइकिल कंट्रोल के लिए PWM सिग्नल कैसे प्राप्त कर रहे हैं यह SR लैच है हमने इस बारे में चर्चा की है अब यह समिंग जंक्शन है जहां मेरे पास मापा गया IL है इसलिए मैं इस सेंस का उपयोग कर रहा हूं यहां यह सोर्स है और मैं इसे सोर्स से सेंस कर रहा हूं इसलिए आप देखते हैं कि यह एक B सोर्स है जो कि उस करंट के इक्विवेलेंट वोल्टेज दे रहा है जोकि इंडक्टर में बह रहा है तो वोल्टेज VIL वोल्टेज सोर्स के माध्यम से बहने वाले I करंट के इक्विवेलेंट है इसलिए यहां मूल रूप से मेरे पास इंडक्टर करंट के इक्विवेलेंट एक वोल्टेज है और मेरे पास यहां IL रेफरेंस आ रहा है जोकि ILref minus स्लोप कंपनसेटेड सॉ टूथ वेवफॉर्म है अब मैंने और - को यहाँ इंटरचेंज किया है अगर मैं ज़ूम इन करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैंने इसे बना दिया है मैंने इसे - बना दिया है यह सिमुलेशन ब्लॉक को सरल बनाने के लिए है हमने यहाँ एक -और के साथ एक कंपैरेटर लगाया है यहाँ एक इंवर्जन के साथ और इस कंपैरेटर ब्लॉक को मैंने हटा दिया है और फिर मैंने यहाँ खुद एक यहां साइन चेंज किया है - और कंपैरेटर के कारण होने वाले इंवर्जन को आगे लाया गया है और मैंने साइन को इनवर्ट किया है क्योंकि यहां खुद SR लैच के लिए इनपुट पर Schmitt कंपैरेटर है तो केवल इतना ही परिवर्तन है यदि आप स्लोप कंपनसेशन जैसी चीज़ पर जाते हैं अब यहां मेरे पास B सोर्स है मुझे V0 L के बराबर वोल्टेज मिल रहा है L 10 mH है यह 1 माइक्रो फेरड इस वजह से आ रहा है VB × CS L इसलिए यह वह फार्मूला है जिसका मैंने उपयोग किया है जिसकी हमने चर्चा की है तो इंडक्टर वैल्यू 10 mH है यही मैंने उपयोग किया है इसलिए यही फार्मूला है अब यह वोल्टेज इस वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स को चलाएगा तो एक करंट होगा जो इसके माध्यम से बाहर आ रहा है और फिर यह इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहा होगा और अगर हम यहां वोल्ट पोटेंशियल को मॉनिटर करते हैं तो आपको I slope के इक्विवेलेंट वोल्टेज मिलेगा और हर बार पल्स देने वाली एक क्लॉक होती है यह इस स्विच को भी रीसेट कर देगा कैपेसिटर की शॉर्ट सरकटिंग और कैपेसिटर की डिसचार्जिंग करेगा तो आपको सॉ टूथ वेवफॉर्म मिलेगा यह सॉ टूथ वेवफॉर्म रेफरेंस वेवफॉर्म से घटता है और यही रेफरेंस स्लोप कंपनसेटेड रिफरेंस के रूप में दिया गया है तो यह बिल्कुल ब्लॉक एसकेमैटिक है जिसे हम सिमुलेट कर रहे हैं और यहां इस VC को इस MPPT के मामले में यह MPPT कंट्रोलर के आउटपुट से आएगा और Iref को डिफाइन करेगा तो अब हम इसको सिमुलेट करते हैं यहां एक बिंदु जिसे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह SR लैच अब इंट्रोड्यूस किया गया है SR लैच का सबसेट सर्किट pvsub है और इसके लिए सिंबल फ़ाइल उन फ़ाइलों और फ़ोल्डरों के सेट में भी शामिल है जो मैंने रिसोर्स की तरह पिछले सप्ताह के सत्र में उपलब्ध कराए थे यह वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स VC Cs है और यह खुद में एक स्पाइस सिमुलेशन ब्लॉक ही है तो बाकी सभी से आप परिचित हैं आइए इसको सिमुलेट करते हैं तो मुझे टर्मिनल विंडो खोलने दें मुझे pvsim पर जाने दें फ़ोल्डर जिसमें ये सभी फाइलें हैं मैं पहले नेटलिस्ट को जनरेट करूंगा chargernet gnet लिस्ट को एग्जीक्यूट करके और फिर अब मैं ng spice ngspice chargercir चलाऊंगा इसलिए यह स्टिमुलेटिंग करना शुरू कर देगा इसे स्टिमुलेट करने दें और स्टिमुलेट करने के बाद हम कुछ महत्वपूर्ण वेवफॉर्म्स को देखेंगे आइए हम ILref और इंडक्टर करंट को प्लॉट करते हैं और हम देखेंगे तो लाल वाली एक ILref है जो 3 Amps पर है और मुझे एक्सपेंड करने दें इसलिए नीली वाली एक इंडक्टर करंट है अब आप देखते हैं कि इंडक्टर करंट ILref तक नहीं पहुँच रहा है इसका कारण यह है कि हमारे पास एक स्लोप कंपनसेटेड मॉडिफाइड रिफरेंस है जो ILref वैल्यू से नीचे गिर रहा है और जब यह ILref वैल्यू से गिर रहा है तो इंडक्टर करंट इसे ILref वैल्यू से कम से कहीं से पार कर जाएगा और स्टेट चेंज करेगा और फिर डाउनस्लोप मोड में स्टार्ट होगा आइए हम इस Cs कैपेसिटेंस के एक्रॉस वोल्टेज और क्लॉक वेवफॉर्म का निरीक्षण करते हैं Cs कैपेसिटेंस के एक्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव स्लोप के साथ एक सॉ टूथ वेवफॉर्म की तरह माना जाता है आइए हम उनकी तुलना करें और देखें कि क्या हमें वही वेवफॉर्म मिल रहा है जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा था तो आइए हम क्लॉक के वोल्टेज और Cs नोड के एक्रॉस वोल्टेज को प्लॉट करते हैं तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूं मुझे बहुत नैरो रीजन का चयन करने दें और आप देखेंगे कि यह लाल पल्स क्लॉक पल्स है बहुत छोटा ड्यूटी साइकिल है इसलिए जब भी लाल पल्स आती है तो कैपेसिटेंस Cs के एक्रॉस वोल्टेज का रीसेट होता है और तब यह फिर से बढ़ जाता है और शुरू हो रहे अगले साइकिल पर क्लॉक पल्स आता है रीसेट होता है और बढ़ जाता है और इसी तरह आपके पास क्लॉक का ड्यूटी साइकिल तय करने पर नियंत्रण है इसलिए यह उसी के अनुसार है जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं आइये अब हम इस संशोधित ILref को देखते हैं जो कि स्लोप कंपनसेटेड रिफरेंस है जो ILref Islope है और इसकी इंडक्टेंस करंट IL के साथ तुलना करें इसलिए प्लॉट करें इसलिए मुझे इन दोनों और IL के बीच के अंतर को प्लॉट करने दे तो यह कुछ इस तरह दिखाई देगा हमें एक बहुत ही नैरो रीजन लेने दें ताकि हम इसे इस तरह से ज़ूम कर सकें अब यहाँ आप ब्लू लाइन IL देख रहे हैं और लाल लाइन मॉडिफाइड या स्लोप कंपनसेटेड रिफरेंस है तो आप गिरने के साथ देखते हैं जब भी क्लॉक यहां आती है और फिर गिरना घटाना शुरू होता है फिर से वापस उठता है ILref 3 एम्प्स पर था फिर 3 एम्प्स से यह नीचे उसी स्लोप के साथ डाउन स्लोप की तरह गिरने लगता है यह एक इंडक्टर करंट है जिस क्षण यह डाउन स्लोप पर हिट करता है SR लैच स्टेट बदलता है उस डिवाइस को बंद कर देता है और इंडक्टर गिर रहा है इसी तरह यह चलता रहता है तो यह भी ठीक वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा हमने अनुमान लगाया था और आप देखते हैं कि आपके द्वारा जो भी वैल्यू कही गई है उससे इंडक्टर करंट कंट्रोल होता है अब हम PV पैनल के माध्यम से PV पैनल और करंट के एक्रॉस वोल्टेज को देखते हैं और जरा चेक करें कि लोड में बैटरी को चार्ज करने के लिए कितनी मात्रा में लोड को पावर ट्रांसफर की जा रही है इसलिए यदि हम PV पैनल से ड्रॉ गई पावर की जांच करते हैं तो उसे देखें यह पीक पॉवर ऑपरेटिंग पॉइंट के करीब 24 के आसपास मंडरा रहा है इसलिए आप देखते हैं कि इस ILref वैल्यू को एडजस्ट करना वास्तव में PV पैनल से ली जाने वाली पॉवर की मात्रा तय करने में एक भूमिका निभाता है क्योंकि बैटरी पोटेंशियल ज्यादातर फिक्स है ज्यादातर 12 वोल्ट पर कांस्टेंट है तो इस तरह यह बक रेगुलेटर बक बूस्ट रेगुलेटर जो हमने यहां इस्तेमाल किया है उसका उपयोग बैटरी के लिए एक स्लोप कंपनसेटेड करंट कंट्रोल्ड चार्जर की तरह किया जा सकता है जोकि PV सोर्स से मैक्सिमम पावर पर पावर ड्रॉ कर रही है इसलिए मैं आपको इस सिमुलेशन को खुद से एक्सप्लोर करने दूंगा और इस सिमुलेशन स्कीमेटिक simulation schematic से और अंदर अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करूंगा